आज के व्याख्यान में हम स्थान और लेआउट को संबोधित करते हैं स्थान अनिवार्य रूप से संबंधित है जहां हम सुविधाओं और लेआउट सौदों का पता लगाना चाहते हैं स्थान चुनने के बाद हम अंदर अन्य सुविधाओं का पता कैसे लगाते हैं इसलिए हम दो चीजों को देखने जा रहे हैं एक को लोकेशन कहा जाता है जो बड़े सवाल का जवाब देता है हम एक सुविधा और लेआउट का पता कहां लगाते हैं हम किसी चुने हुए स्थान के अंदर सुविधाओं का पता कैसे लगाते हैं इसलिए हम दो प्रश्न पूछते हैं एक स्थान पर है और दूसरा लेआउट पर है अब स्थान निर्णय महत्वपूर्ण हैं और साथ ही लेआउट निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं स्थान निर्णय प्रकृति में रणनीतिक होते हैं और स्थान निर्णय ज्यादातर प्रकृति में गुणात्मक होते हैं यहां तक कि स्थान के लिए कई मात्रात्मक मॉडल भी उपलब्ध हैं स्थान पर निर्णय कई गुणात्मक कारकों पर भी निर्भर करेगा जिनमें से कुछ अब हम देखेंगे पहला महत्वपूर्ण निर्णय कच्चा माल है अगर हम एक विनिर्माण संयंत्र या एक सुविधा का पता लगाने में देख रहे हैं जो कच्चे माल की गहन है तो यह उन स्थानों के पास पता लगाने के लिए प्रथागत है जहां हमारे पास कच्चा माल उपलब्ध है कभी कभी स्थान के निर्णय भी श्रम उपलब्धता पर आधारित होते हैं ऐसे क्षेत्र जहां श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और श्रम बहुत महंगा नहीं है कभी कभी सुविधाओं का स्थान भी मांग क्षेत्रों के पास होता है विशेष रूप से खुदरा स्टोर बैंक वगैरह सभी मांग क्षेत्र के पास स्थित होते हैं कभी कभी समुद्री बंदरगाह के पास उदाहरण के लिए परिवहन सामग्री के आधार पर भी स्थान बनाए जाते हैं जो कि सामग्री की मात्रा पर निर्भर करता है और परिवहन के लिए होता है कभी कभी स्थान के निर्णय भी सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं सरकारें कुछ क्षेत्रों में कुछ प्रकार के उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी दे सकती हैं राज्य में कुछ क्षेत्रों को उपयुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है या जिन्हें विनिर्माण संयंत्रों के स्थान के लिए आवंटित किया जाता है और जो लोग वहां संयंत्र लगाने का विकल्प चुनते हैं उन्हें कर वगैरह पर कुछ लाभ और सब्सिडी मिलेगी तो ये अन्य चीजें हैं जो सरकार की नीतियों के आधार पर विनिर्माण और अन्य संगठनों को कुछ क्षेत्रों में पौधों का पता लगाने के लिए मजबूर करती हैं अब स्थान के फैसले भी थोड़े अलग हो जाते हैं जब हम सार्वजनिक सुविधाओं जैसे पुलिस स्टेशन या फायर स्टेशन इत्यादि का पता लगाना चाहते हैं ऐसे मामलों में पहुंच एक प्रमुख कारक बन जाती है और हम उन्हें इस तरह से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस जगह के बीच का समय या दूरी जहां ये केंद्रीय सुविधाएं हैं और सबसे दूर का ग्राहक कम से कम है तो यह एक मिनी अधिकतम समस्या की तरह होगा जहां हम स्थान और ग्राहकों में से किसी एक के बीच अधिकतम दूरी को कम करने की कोशिश करते हैं अब इन गुणात्मक कारकों के अलावा अन्य मात्रात्मक मॉडल हैं जो स्थान के लिए उपलब्ध हैं और इस व्याख्यान श्रृंखला में हम मात्रात्मक मॉडल पर थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे जो स्थान के साथ साथ लेआउट के लिए भी उपलब्ध हैं तो पहला मॉडल जिसे हम देखेंगे पी माध्य मॉडल कहा जाता है और यह मॉडल स्थान और लेआउट से उत्पन्न हुआ है हालांकि इसमें कई उपयोगी अनुप्रयोग हैं अब पी माध्यिका मॉडल ऐसा है और मान लीजिए कि हमारे पास 8 अंक हैं कहते हैं कि हम उन्हें 1 से 8 कहते हैं अब स्थान के दृष्टिकोण से हम क्या रुचि रखते हैं 8 अंक हैं और ये 8 अंक दर्शाते हैं मांग क्षेत्र या 8 ग्राहक मांग क्षेत्र जहां हम सुविधाओं का पता लगाते हैं जैसे कि हम परिवहन की न्यूनतम दूरी के साथ मांग को पूरा करने में सक्षम हैं अब जहां तक पी माध्यिका समस्या का संबंध है के साथ शुरू करने के लिए हम कह सकते हैं कि 8 अंक हैं और इन 8 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं तो हमारे पास बिंदु i और j के बीच एक दूरी मैट्रिक्स dij हो सकती है इसलिए dij i और j के बीच की दूरी का प्रतिनिधित्व करेगा अब मान लेते हैं कि ये 8 बिंदु 8 मांग बिंदु या उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ उत्पादों की आवश्यकता होती है और हम पता लगाने की इच्छा रखते हैं हमें पी सुविधाएं कहते हैं हम कहते हैं कि 2 सुविधाएं ऐसी हैं हम इन दो सुविधाओं में उत्पादन करते हैं और हम न्यूनतम परिवहन दूरी के साथ सभी 8 सुविधाओं में मांग को पूरा करते हैं उदाहरण के लिए यदि हम 5 और 3 को दो सुविधाओं के रूप में कहने का निर्णय लेते हैं यदि हम ऐसा करने का निर्णय लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम इन दो बिंदुओं में सुविधाओं का पता लगाने जा रहे हैं और हम कहेंगे कि हम यह पता लगाएंगे कि शेष छह बिंदुओं को किस सुविधा से जोड़ा जाना है न्यूनतम दूरी है तो अगर हम 3 और 5 को ठीक करते हैं तो हम 1 से 5 जोड़ देंगे क्योंकि 1 से 5 को 1 से 3 से कम माना जाता है 2 को 3 में जाना होगा क्योंकि 2 से 3 2 से 5 से कम है कहते हैं कि 4 5 में जाएगा 7 5 में जाएगा 8 भी 5 में जाएगा और हम कहें 6 3 पर जाता है क्योंकि 6 3 6 5 से कम है इसलिए यदि हम 3 और 5 को दो स्थानों के रूप में ठीक करते हैं जहां हम सुविधाओं का पता लगाने जा रहे हैं तो न्यूनतम दूरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 4 7 और 8 5 और 2 और 6 को जाएंगे 3 अब फिलहाल हम यह नहीं देख रहे हैं कि इन आठ स्थानों पर क्या मांगें हैं या हम यह मान सकते हैं कि मांगें समान हैं हम नहीं देख रहे हैं जब हम 5 में एक सुविधा का पता लगाते हैं और 1 4 7 8 के साथ साथ 5 को भी अपने आप में संलग्न करते हैं तो हम मानते हैं कि इस सुविधा के पास उन सभी बिंदुओं की मांगों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होगी जो इससे जुड़ी हुई हैं इसलिए यह एक पहला मॉडल होने के नाते हम स्पष्ट रूप से यह नहीं देख रहे हैं कि मांग क्या है और क्षमता या वैकल्पिक रूप से हम यह मानते हैं कि क्षमता उन सभी बिंदुओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है जो इसे सौंपा गया है और इसलिए निर्णय केवल न्यूनतम दूरी पर आधारित है अब इन दोनों को माध्य बिंदु कहा जाता है और चूँकि हम p मीडियन की बात कर रहे हैं इस समस्या को p मीडियन समस्या कहा जाता है अब इस समस्या को एक बाइनरी पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में तैयार किया जा सकता है जिसे हम अभी देखेंगे तो अब हम मान लेंगे कि हमारे पास X jj 1 के बराबर होगा यदि बिंदु j एक माध्यिका है और X ij 1 के बराबर है यदि एक गैर माध्यिका I माध्यिका j से जुड़ी है तो X jj 0 के बराबर है अन्यथा स्वचालित रूप से अनुसरण करता है अब जब से हमने X jj को 1 के बराबर परिभाषित किया है यदि बिंदु j एक माध्यिका है तो इस संभव समाधान के लिए हमारे पास X 3 3 1 के बराबर और X 5 5 1 के बराबर होगा अब X jj के 8 संभावित मान हैं और यदि M सामान्य बिंदु हैं तो X j j के लिए संभव मान हैं तो पहला अवरोध यह होगा कि सिग्मा एक्स जे जे जे 1 से एन के बराबर पी के बराबर है इसलिए हमारे उदाहरण में जे 1 से 8 के बराबर एक्स जे जे 2 के बराबर और इस व्यवहार्य समाधान एक्स 3 3 के बराबर है 1 एक्स 5 5 1 के बराबर है इसलिए पी के बराबर 2 के लिए यह संतुष्ट होगा अगले बाधा गैर मंझला है 1 2 4 7 6 और 8 कुछ मंझले से जुड़ी होगी तो हम इसे एक बाधा के रूप में लिखते हैं जो इस तरह है सिग्मा एक्स आईजे मैं 1 से n के बराबर 1 के बराबर है यह हर i के लिए 1 से n के बराबर है अब यहां 8 बिंदु हैं अब प्रत्येक बिंदु केवल एक अन्य बिंदु से जुड़ा हुआ है जो स्वयं हो सकता है या यह कोई अन्य बिंदु हो सकता है इसलिए जहां तक इस समाधान का संबंध है एक्स 1 5 1 के बराबर है एक्स 2 3 1 के बराबर है एक्स 3 3 1 के बराबर है एक्स 4 5 1 के बराबर है एक्स 6 3 1 के बराबर है X 7 5 1 के बराबर और X 8 5 1 के बराबर तो अगर मैं एक विशेष i लेता हूं तो उसके लिए i इसे केवल एक j से संलग्न करना होगा जो कि स्वयं हो सकता है या यह कुछ अन्य बिंदु हो सकता है फिर हमारे पास एक और बाधा है जिसे एक्स आईजे कहा जाता है प्रत्येक आई जे के लिए एक्स जेज से कम या बराबर होना चाहिए इसका मतलब यह है कि एक गैर मंझला i केवल एक मंझले से जुड़ा जा सकता है यह बताता है कि प्रत्येक बिंदु चाहे वह एक मध्यिका हो या गैर मध्यिका केवल एक बिंदु से जुड़ी है यदि यह एक माध्यिका है तो यह स्वयं से जुड़ी होती है जो इससे बाहर आती है यदि बिंदु एक गैर माध्यिका है तो इसे केवल किसी अन्य मध्यिका से जोड़ा जा सकता है लेकिन यह केवल एक बिंदु से जुड़ी होती है जो यहां से आती है और यहाँ से यह कहता है कि यदि यह एक गैर मंझला है तो इसे केवल एक मंझले के लिए संलग्न करना होगा यदि हम इसका समाधान करते हैं तो 1 एक गैर मंझला होता है यदि 3 और 5 को माध्यिका के रूप में घोषित किया जाता है तो हमारे पास X 1 के बराबर X 1 2 नहीं हो सकता है क्योंकि X i X J के बराबर या उससे कम है इसलिए चूंकि 3 और 5 माध्यिकाएं हैं X 3 3 1 के बराबर X 5 5 1 के बराबर लेकिन X 2 2 0 के बराबर है चूंकि X 2 2 0 के बराबर है इसलिए हमारे पास X 1 2 1 के बराबर नहीं है X 1 2 को 0 होना है क्योंकि X ij X j j से कम या बराबर है इसलिए एक गैर मध्य बिंदु 1 को केवल 3 या 5 से जोड़ा जा सकता है इसलिए इसे संलग्न किया जाएगा इसलिए या तो X 1 3 1 के बराबर या X 1 5 के बराबर होगा इसलिए एक गैर मध्य बिंदु के लिए इस तरह से 1 यह संतुष्ट होगा यह भी संतुष्ट होगा यह सुनिश्चित करेगा कि एक गैर मंझला बिंदु 1 एक से अधिक बिंदु या एक से अधिक माध्यिका से जुड़ा हुआ न हो यह सुनिश्चित करेगा कि यह केवल एक माध्यिका से जुड़ा होगा और एक गैर माध्य बिंदु से नहीं जुड़ सकता है इसलिए इन सभी का ध्यान रखा जाता है इस अवरोध के द्वारा तो उद्देश्य समारोह अब dij X ij को कम से कम करना है जहां क्षण एक लिंक X ij है एक दूरी है जो यात्रा करने वाली है इसलिए हम दूरियों के योग को कम करना चाहते हैं इसलिए स्पष्ट रूप से djj 0 है एक बिंदु और स्वयं के बीच की दूरी 0 है इसलिए हम dij X i j का योग कम करना चाहते हैं तो इस उदाहरण में 8 अंक और 2 मध्यस्थों के साथ 6 दूरियां होंगी जिनके योग हम न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं या अनिवार्य रूप से हम जो कम करने की कोशिश करते हैं अगर वहाँ हैं तो ये दो मध्य बिंदु हैं और यदि हम शेष 6 गैर मध्य बिंदुओं को लेते हैं और उन्हें न्यूनतम दूरी के साथ मंझले को सौंपते हैं तो हम स्वचालित रूप से dij x i j को कम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डबल सिग्मा डायज एक्स आईजे इस बात का ध्यान रखेगा कि नॉन मीडियन पॉइंट्स और मीडियन पॉइंट्स के बीच की दूरी को कम से कम इस धारणा के तहत किया जाए कि हर नॉन मेडियन पॉइंट केवल एक माध्य बिंदु से जुड़ा होता है और उस दूरी को लिया जाता है तो बाइनरी पूर्णांक प्रोग्रामिंग के रूप में इसलिए एक्स आईजे 0 1 के बराबर है इसलिए यदि एन माध्य बिंदु हैं तो एन स्क्वायर चर एन स्क्वायर निर्णय चर हैं अब यहाँ n अड़चनें हैं प्रत्येक बिंदु के लिए एक एक अड़चन है और वहाँ n वर्ग बाधाएँ हैं जो हर X i j के लिए यहाँ से आती हैं तो यह इस फॉर्मूलेशन में 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर की कमी होगी इस सूत्रीकरण को 2 बीज बिंदुओं के रूप में भी देखा जा सकता है समस्या यह है कि शेष गैर मंझले या गैर बीज अंक को आवंटित किया जाए मंझला बीज अंक के रूप में कार्य करता है इसलिए दिए गए 2 मंझले या p मंझले इसकी समस्या यह पता लगाने के लिए है कि गैर मंझले को किस तरह से मध्यस्थों को आवंटित किया जाता है दूरी को कम से कम किया जाता है तो अंगूठे का नियम है प्रत्येक औसत दर्जे का ध्यान रखना या आवंटित करना तो मध्य बिंदुओं को देखते हुए इस अन्य समाधान को प्राप्त करना बहुत आसान है और यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है पी माध्यिका में असली मुद्दा यह है कि मैं सही माध्यिका अंक कैसे खोजूं अब यदि 8 अंक हैं और यदि हम 2 पदक चाहते हैं तो हम वास्तव में पदक बनाने वाले 8 सी 2 तरीके देख रहे हैं और प्रत्येक माध्यिका सेट के लिए जिसमें p मंझला होता है शेष n ऋणात्मक p गैर माध्यिका बिंदु निकटतम माध्यिका को आवंटित किया जाता है तो समस्या के बारे में है यदि आवश्यक हो तो अनिवार्य रूप से एन्यूमरेटिंग सभी एन सी पी तरीकों को एन अंक से बाहर कर रहे हैं अब यह समस्या एक द्विआधारी पूर्णांक प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण से हल करने के लिए एक कठिन समस्या भी है और कई बार इस समस्या को हल करने के लिए अनुमानी समाधान दिए जाते हैं इसलिए हम इस समस्या के एक हेयुरिस्टिक समाधान को देखेंगे और साथ ही हम इस समस्या के एक इष्टतम समाधान के साथ उस हेयुरिस्टिक समाधान की तुलना करेंगे तो हम 8 के बजाय 6 अंक लेते हैं और इन छह बिंदुओं के बीच की दूरी मैट्रिक्स यहाँ दी गई है अब हम समरूपता मान सकते हैं इसलिए 1 और 3 के बीच की दूरी 18 से 3 के बीच की दूरी है और 1 भी 18 है तो चलिए हम इस समस्या को हल करते हैं p के लिए 2 के बराबर अब यदि हम उदाहरण के लिए लेते हैं तो 1 और 2 के रूप में दो मंझले बिंदु तो गैर मध्य बिंदु 3 4 5 और 6 को दो मध्य बिंदु 1 और 2 को आवंटित करना होगा इसलिए 3 के लिए 3 से 1 की न्यूनतम दूरी 18 3 से 2 22 है इसलिए दो मध्य बिंदु यहाँ हैं गैर औसत बिंदु 3 3 से 1 18 3 से 2 22 है इसलिए 3 मान 18 के साथ इस पर जाता है 4 से 1 14 है 4 से 2 18 है इसलिए 4 14 5 से 1 के साथ 1 हो जाता है 16 है 5 से 2 30 है तो 5 भी यहाँ जाता है 6 से 1 12 है 6 से 2 26 है इसलिए 6 भी 12 के साथ यहां आता है इसलिए हम 1 में स्थित सुविधा के साथ समाधान प्राप्त करते हैं 1 3 4 5 और 6 की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे 2 पर बनाई गई सुविधा मिलेंगी केवल 2 की आवश्यकताएं और कुल दूरी 8 प्लस 4 12 18 20 2 6 होगी इसलिए कुल दूरी 60 होगी अगर हम इस समाधान को देखें अब पी 2 के लिए एक और समाधान देखें अब हमने 6 बिंदुओं के निर्देशांक नहीं दिए हैं लेकिन हमें छह बिंदुओं के बीच दूरी मैट्रिक्स दी गई है लेकिन अगर हम मान लें कि कुछ छह बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं और हम दो मध्यस्थों में रुचि रखते हैं अगर हम यहां दो मध्यस्थों का चयन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें बहुत अच्छा समाधान नहीं मिल सकता है जबकि यदि हम इनमें से एक को मध्यमा के रूप में चुनते हैं और अन्य तीन में से एक को किसी अन्य माध्यिका के रूप में चुनते हैं तो हमें स्वतः ही एक समाधान मिल जाता है जो कि एक दूसरे के निकट रहने वाले दो मध्यस्थों को चुनने से थोड़ा बेहतर है इसलिए एक साधारण अंगूठे का नियम है कि वे एक दूसरे से दूर रहने वाले मध्यस्थों को चुनें ताकि वे अन्य बिंदुओं को आकर्षित कर सकें जो उनके निकट हैं इसलिए इसका उपयोग करते हुए हम इस मैट्रिक्स में सबसे बड़ी संख्या को देख सकते हैं जो कि 3 और 4 के लिए 32 होती है इसलिए दो मध्यस्थों के रूप में 3 और 4 चुनें तो अंगूठे के नियम पर आधारित दो मध्यक्रम 1 के बराबर X 3 3 और 1 के बराबर X 4 4 होंगे इसलिए अंगूठे का नियम दो बिंदुओं को चुनना है जो दो मध्यस्थों के रूप में सबसे दूर हैं अब जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास दो मेडियन 3 और 4 होते हैं नॉन मेडियंस 1 2 5 और 6 होते हैं इसलिए 1 से 3 1 से 4 होते हैं इसलिए 1 4 के साथ 14 2 2 के बराबर दूरी के साथ जाएगा 3 और 2 से 4 इसलिए 2 भी 18 के बराबर दूरी के साथ 4 पर जाएंगे 5 5 से 3 20 है 5 से 4 20 है इसलिए 5 से 3 को 20 और 6 6 के रूप में 5 को यहां रखें ३ २२ है ६ से ४ है २२ है तो आइए हम यहां ६ डालते हैं तो ६ २२ हैं तो १ 14 प्लस १४ ४२ ६२ ६४ to४ के बराबर दूरी है इसलिए अब हम दो मध्यस्थों का पता लगाएंगे 3 और 4 पर 3 पर स्थित स्थान 3 5 और 6 की आवश्यकताओं को पूरा करेगा 4 पर स्थित स्थान 1 2 और 4 की आवश्यकताओं को पूरा करेगा अब यदि हम इसके साथ इस मनमाने समाधान की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह इससे बेहतर प्रतीत होता है तो इस विशेष प्रकार के डेटा के लिए अंगूठे का नियम आधार समाधान बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता था अब अगर हम इस समस्या को बाइनरी पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में हल करने की कोशिश करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि एन 6 के बराबर है इसलिए 36 वां चर है और फिर हमारे पास 36 प्लस 6 42 प्लस 1 43 बाधाएं हैं हमें इष्टतम समाधान एक्स 1 1 के बराबर 1 और एक्स 2 2 1 के बराबर मिलेगा इसलिए इष्टतम समाधान में 1 और 2 है औसत अंक और हमने पहले से ही 1 और 2 के साथ औसत अंक के रूप में गैर मध्य बिंदुओं के असाइनमेंट की गणना की है और समाधान यहां दिखाया गया है तो औसत अंक के रूप में 1 और 2 के साथ इष्टतम समाधान 3 4 5 और 6 है उनमें से सभी 1 से जुड़ा हुआ है और 2 से ही है तो बिंदु 2 ग्राहक संख्या 2 की आवश्यकता को पूरा करेगा जो कि स्वयं है और बिंदु 1 60 के बराबर दूरी के साथ 1 3 4 5 और 6 की आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो पी माध्यिका समस्या को भी हल किया जा सकता है आइए हम 3 समूहों के लिए कहते हैं जिस स्थिति में हम एक्स जेजे को 3 के बराबर डालेंगे इसलिए 6 में से 3 मध्यस्थ बन जाएंगे और शेष गैर मध्यस्थों को फिर संलग्न किया जाएगा चुने हुए मंझले अब उस स्थिति में मेडियंस को ठीक करने के लिए 6 C 3 तरीके हो सकते हैं जिसके बाद नॉन मेडियंस को ठीक करना आसान हो जाता है क्योंकि प्रत्येक नॉन मेडियन उस माध्य बिंदु से जुड़ जाएगा जिसके साथ उसकी कम से कम दूरी होती है लेकिन फिर अगर हम चाहते हैं कि यह अंगूठे का नियम आधारित एल्गोरिदम एक अंगूठे के नियम तीन अलग अलग माध्यियों के आधार पर पता लगाए यह सबसे बड़ी दूरी और उन दो बिंदुओं को पहले दो पदकों के रूप में लेने का रिवाज है अब हमने यहां जो देखा उसके द्वारा तीनों पदकों को एक दूसरे से दूर होना है उनके लिए पास के बिंदुओं को आकर्षित करना है तो तीसरा मीडियन जिसे हमें चुनना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए यह पहले चुने गए दो मीडियन से बहुत दूर है तो आम तौर पर एक और अंगूठे के नियम का उपयोग किया जाता है जहां यदि बिंदु i और j की औसत दूरी इससे अधिक है तो वे मध्यस्थ बनने के योग्य हैं इसलिए इस अंगूठे के नियम का उपयोग करते हुए हम तीन बिंदुओं को चुन सकते हैं जैसे कि उनकी पारस्परिक दूरी औसत से अधिक है इस तरह से तीन मध्य बिंदुओं को चुना जाता है और गैर मध्यस्थों को मध्यस्थों से जोड़ा जा सकता है किसी भी स्थिति में 3 के बराबर p के लिए इस समस्या को आसानी से हल करना हमें इस दिए गए डेटा में से तीन औसत समस्या के लिए सबसे अच्छा आवंटन प्रदान करेगा अब दो और पहलू हैं जिन्हें पी मंझली समस्या में देखना होगा अब जिनमें से एक है पी माध्य समस्या को समूह बिंदुओं या समूह संस्थाओं के लिए एक मार्ग के रूप में भी देखा जाता है जहां इन बिंदुओं के बीच की दूरी या इन संस्थाओं के बीच समानताएं दी गई हैं इसे देखने का एक और तरीका है मेरे यहां 6 अंक हैं मैं उन्हें दो समूहों या दो समूहों में बनाना चाहता हूं क्योंकि उन्हें इस तरह से बुलाया जाता है जिससे दूरी कम से कम हो जाती है अब हम एपी माध्य समस्या को हल करने के बाद कहेंगे कि अंक 1 3 4 5 6 एक क्लस्टर बन जाएगा और बिंदु 2 एक और क्लस्टर बन जाएगा अब यदि दूरी क्लस्टरिंग के लिए मानदंड नहीं हैं और कुछ समानताएं क्लस्टरिंग के लिए मानदंड हैं तो पी माध्य समस्या अब अधिकतम एक्स आईजे को अधिकतम करने में से एक बन जाएगी जहां सीज की समानता होगी और बाकी बाधाएं समान रहेंगी तो पी माध्यिका को क्लस्टर बिंदुओं या संस्थाओं के लिए किसी प्रकार की अनुकूलन समस्या के रूप में देखा जा सकता है यह पी औसत समस्या के उपयोग में एक और अनुप्रयोग है दूसरा जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था जब हमने इन छह बिंदुओं को देखा तो यह मानते हुए कि ये छह बिंदु हैं हम स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं कि क्या मांगें हैं हम यह भी मान रहे हैं कि यदि हमारे पास इन दो बिंदुओं के मध्यमान हैं तो कहते हैं और सुविधाओं का पता लगाते हैं किसी भी औसत बिंदु पर सुविधा का पता लगाने की लागत समान है और इसलिए यह स्थान की पसंद को प्रभावित करने वाला नहीं है स्थान की पसंद केवल मंझले और गैर मध्यस्थों के बीच की दूरी से प्रभावित होती है जिसका अर्थ यह भी है कि किसी भी छह बिंदुओं में स्थान की लागत एक ही है मांगों को स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है जो यह भी माना जा सकता है कि सभी छह बिंदुओं में मांग समान हैं क्षमताओं को स्पष्ट रूप से नहीं लिया जाता है जिसका अर्थ है कि हमने मान लिया है कि क्षमता या तो अनंत है या प्रत्येक मंझला जब एक संयंत्र वहां स्थित होता है तो सभी छह बिंदुओं की आवश्यकता को संभालने की क्षमता होती है इसलिए पी माध्यिका को कुछ मान्यताओं के साथ एक स्थान मॉडल के रूप में देखा जा सकता है कि हर सुविधा में पता लगाने की लागत समान है मांगें समान हैं और जब कोई सुविधा स्थित है तो यह सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होगी या सभी बिंदुओं पर यहां प्रत्येक बिंदु ग्राहक की तरह काम करता है इसलिए जाहिर है कि अगला स्थान मॉडल जैसा होगा अगर मेरे पास कुछ मांग बिंदु हैं और अगर मेरे पास कुछ संभावित स्थान बिंदु हैं तो मुझे कहां पता चलेगा क्षमता पर कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ अलग आवश्यकताओं पर अंक और सुविधा का पता लगाने की विभिन्न लागतों के साथ अब ऐसी समस्या को निश्चित आवेश समस्या कहा जाता है या इसे स्थान आवंटन समस्या कहा जाता है जो अब हम देखेंगे अब एक निश्चित शुल्क समस्या या स्थान आवंटन समस्या में हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास तीन संभावित स्थान हैं जहाँ हम एक सुविधा का पता लगाना चाहते हैं और हम कहते हैं वहाँ 8 ग्राहक बिंदु हैं अब हम कहते हैं कि अगर हम बिंदु i में एक सुविधा का पता लगाने के लिए चुनते हैं तो हम बिंदु 1 में एक सुविधा का पता लगाने के लिए चुनते हैं मैं 1 से 3 के बराबर है एक सुविधा का पता लगाने की एक निश्चित लागत है जो एफ द्वारा दी गई है मैं हम यह भी कह सकते हैं कि एक क्षमता है जो C i है जो कि अधिकतम है जो इस सुविधा का उत्पादन कर सकता है अब कहते हैं कि 8 मांग बिंदु हैं और बिंदु जम्मू में एक मांग डी जे है जिसे पूरा करना होगा अब उत्पादों को इन सुविधाओं में निर्मित किया जाता है और अगर हम सुविधा की खातिर एकल उत्पाद मान लेते हैं तो i और j के बीच परिवहन की एक इकाई लागत है जो कि C i j है आइए हम मानते हैं कि यह ऊपरी मामला C है जो क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और यह निचला केस C ij है जो i से j तक परिवहन की इकाई लागत का प्रतिनिधित्व करता है अब सवाल यह है कि अगर मैं कहूं कि 2 सुविधाओं का पता लगाना है तो मेरे पास मांगों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और मैं सुविधा का पता लगाने और उसे वितरित करने या चुने हुए सुविधाओं से परिवहन करने की न्यूनतम लागत पर मांगों को पूरा करने में सक्षम हूं मांग बिंदुओं के लिए अब इस समस्या के लिए सूत्रीकरण निम्नानुसार है Y i 1 के बराबर है यदि स्थान i चुना गया है और X ij i से j तक पहुंचाई गई मात्रा है तो उद्देश्य फ़ंक्शन की दो लागतें हैं स्थान की लागत और वितरण की लागत अब इस वितरण को आवंटन भी कहा जाता है जहां स्थित सुविधाओं में यह क्षमता कितनी है जो स्थित सुविधा में उपलब्ध है इन बिंदुओं में से प्रत्येक की मांगों को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है तो इस समस्या को स्थान आवंटन समस्या भी कहा जाता है इसे फिक्स्ड चार्ज की समस्या भी कहा जाता है क्योंकि यह समस्या स्पष्ट रूप से मानती है कि एक निश्चित लागत या एक तय चार्ज की सुविधा है तो इसे फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम कहा जाता है इसे लोकेशन एलोकेशन प्रॉब्लम भी कहा जाता है तो उद्देश्य फ़ंक्शन के दो घटक निश्चित लागत हैं जो स्थान लागत और परिवहन लागत हैं जो आवंटन लागत हैं तो स्थान की लागत सिग्मा फाई वाई i मैं 1 से m के बराबर है एम संभावित स्थान हैं Y i 1 के बराबर है यदि इसे चुना जाता है और इसलिए एक निश्चित लागत है और एक आवंटन लागत सिग्मा सी है ij X ij मैं 1 से m के बराबर j से 1 से n के बराबर तो यहाँ n 8 के बराबर है और m 3 के बराबर है इसलिए जो कुछ भी i से j को आवंटित किया गया है उसमें परिवहन लागत है अब हमारे पास एक बाधा हो सकती है अगर हम कहते हैं कि हम एक बिल्कुल 2 सुविधाएं आवंटित करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बाधा सिग्मा होगी i i 2 के बराबर है मैं 1 से m के बराबर है अब हर सुविधा के साथ क्षमता C i है इसलिए जो भी सुविधा से बाहर जाता है वह क्षमता से कम या उसके बराबर होना चाहिए इसलिए अगर मैं यह सुविधा लेता हूं तो एक्स आईजे j पर योग जो भी विभिन्न गंतव्य बिंदुओं के लिए इससे बाहर जाता है वह क्षमता से कम या उसके बराबर होना चाहिए तो यह C i Y i के बराबर या उससे कम होना चाहिए C i क्षमता है और Y i आता है क्योंकि केवल Y i 1 के बराबर होने पर यह क्षमता तब उपलब्ध होती है जब सुविधा वहां स्थित होती है इसलिए अगर इसे नहीं चुना जाता है तो इसमें से कुछ भी नहीं निकल सकता है क्योंकि दाहिने हाथ की ओर 0 हो जाएगा सभी संबंधित बाएं हाथ पक्षों को 0 होना चाहिए अब तक प्रत्येक मांग बिंदु का संबंध है जो कुछ भी इसे प्राप्त करना चाहिए वहां की मांग के बराबर या उससे अधिक होना तो सिग्मा एक्स आईजे पर अभिव्यक्त मैं डी जे से अधिक या बराबर है और फिर हमारे पास वाई आई और एक्स आईजे वाई आई बाइनरी है और एक्स आईजे 0 से अधिक या बराबर है एक्स आईजे को बाइनरी के रूप में घोषित करने की आवश्यकता नहीं है चर तो यह मूल स्थान आवंटन समस्या या निश्चित शुल्क समस्या है कई बार यह अड़चन होना जरूरी नहीं है जबकि यह इस पर एक अतिरिक्त बंधन है कभी कभी जब तक हम इस बाधा के बारे में बहुत सुनिश्चित नहीं होते हैं यह बाधा वास्तव में अनुकूलन को नुकसान पहुंचा सकती है उदाहरण के लिए यदि इन सभी मांगों का योग है तो हम कहें कि 10000 है और हम कहते हैं कि क्षमता 4000 प्रत्येक हैं इसलिए स्वचालित रूप से हमें सभी तीन स्थानों पर पता लगाने की आवश्यकता है यदि हम एक प्रतिबंध लगाते हैं कि हमें केवल 2 की आवश्यकता है तो यह संभव हो जाएगा क्योंकि क्षमता मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी इसलिए जब तक हम क्षमताओं के साथ साथ मांगों के बारे में बहुत निश्चित नहीं हैं या जब तक हमारे पास कुछ बहुत बाध्यकारी बाधाएं नहीं हैं कि हम एक प्रकार की संख्या से अधिक नहीं चाहते हैं तब तक हम इसका उपयोग नहीं करते हैं हम इसका उपयोग केवल तभी करते हैं जब हमारे पास कुछ अन्य अतिरिक्त प्रतिबंध होते हैं जो हम निश्चित संख्या का पता लगाना चाहते हैं या हम एक निश्चित संख्या से अधिक का पता नहीं लगाना चाहते हैं अन्यथा इसे छोड़ा जा सकता है और यह पर्याप्त है यह स्वचालित रूप से सुनिश्चित करेगा कि न्यूनतम संख्या में सुविधाएं स्थित होंगी क्योंकि एक अतिरिक्त सुविधा का पता लगाने से इस फाई वाई i को बढ़ाने जा रहा है इसलिए समस्या स्वचालित रूप से इस तरह की खोली जाने वाली सुविधाओं की सही संख्या का पता लगाएगी यह लागत कम से कम है अब इस समस्या का एक और रूपांतर है या इस समस्या का भिन्न रूप अब यदि हम इस समस्या को देखें तो यह जिस तरह से तैयार की गई है अब हमारे पास एक स्थिति हो सकती है जहां ये दोनों सुविधाएं खोली जाती हैं और ये दोनों सुविधाएं इस तक पहुंचती हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक ग्राहक केवल एक ही सुविधा से जुड़ा हुआ है जो कि पी माध्य में धारणा थी हर ग्राहक या हर गैर मध्यस्थ बिंदु से जुड़ा था केवल एक मध्य बिंदु यहां हमारे पास स्थितियां हो सकती हैं जहां दोनों सुविधाएं वास्तव में एक विशेष ग्राहक को आपूर्ति कर सकती हैं कई बार यह वांछनीय है लेकिन कभी कभी यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राहक को समर्पित सुविधा से आपूर्ति की जाए या प्रत्येक ग्राहक पूरी तरह से या पूरी तरह से केवल एक ही सुविधा से जुड़ा हो इसलिए हम इसे भी अनुकूलन में लाएंगे मॉडल थोड़ा बदलता है जहां Y i 1 के बराबर है अगर सुविधा i स्थित है तो X ij 1 के बराबर है यदि मांग j या j पर मांग पूरी तरह से i से मिलती है तो उद्देश्य समारोह सिग्मा फाई वाई वाई प्लस सिग्मा सी आईजे एक्स आई जे डी जे को कम करने के लिए होगा क्योंकि सी आईजे परिवहन की इकाई लागत है पूरे डी जे को ले जाया जाता है इसलिए डी जे एक्स एक्सजे में कुल मात्रा होगी वह पहुँचाया जाता है अब इन दो बाधाओं को चुना जाएगा कि हर सुविधा के लिए j D j X ij पर योग C i Y से कम या बराबर है इसलिए यदि कोई सुविधा यहां स्थित है तो हम कहें जहां भी यह आपूर्ति करता है यह ग्राहकों की संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए जहां से इस स्थान पर आपूर्ति होती है तो C i Y मैं वास्तव में आपूर्ति है क्योंकि यह आपूर्ति केवल Y i के 1 के बराबर है अब यदि यह इन तीन ग्राहकों को आपूर्ति कर रहा है जब हमें डी 1 प्लस डी 2 प्लस डी 3 से मिलना चाहिए जो sigma D j X ij द्वारा दिया गया है यह C i Y i से कम या बराबर है तब आपके पास सिग्मा X ij 1 के बराबर होगा जो कि प्रत्येक राशि के लिए i से अधिक होगा क्योंकि प्रत्येक मांग बिंदु को केवल एक आपूर्तिकर्ता से पूरी चीज प्राप्त होगी तो सिग्मा एक्स आईजे हर जे के लिए 1 के बराबर है और इस मामले में वाई आई एक्स आईजे दोनों द्विआधारी हैं इसलिए यह इस मॉडल का रूपांतर या संस्करण है जहां ग्राहक की सभी मांग केवल एक आपूर्ति बिंदु से पूरी होती है और यह एक अधिक सामान्यीकृत संस्करण है जहां एक आपूर्ति बिंदु एक से अधिक ग्राहकों की मांगों पूर्ण मांगों या पूर्ण मांगों को पूरा कर सकता है तो यहाँ इस मामले में हम एक स्थिति को मॉडल कर सकते हैं जहां यह इस और इस या अधिक महत्वपूर्ण रूप से आपूर्ति करेगा यह इस और इस से मिल सकता है जबकि दूसरे मॉडल में यह केवल चुने हुए बिंदुओं में से एक से प्राप्त कर सकता है इसलिए ये फिक्स्ड चार्ज समस्या या स्थान आवंटन समस्या में दो भिन्नताएं हैं हम एक संख्यात्मक चित्रण का उपयोग करके इसे आगे समझाते हैं और हम इसे अगले व्याख्यान में देखेंगे